याद करें कि पिछले व्याख्यान में हमने विद्युत क्षेत्र के अपसरण को epsilon 0 द्वारा rho r के विभाजन के रूप में प्राप्त किया था Erρ0 यह भी याद करें कि इस गणितीय अभिक्रिया को शुरू करने से पहले मैंने बिना किसी प्रमाण के हेल्महोल्त्ज़ Helmoltz's प्रमेय के बारे में बात की थी जिसमें कहा गया था कि यदि मैं किसी परिसीमा पर एक सदिश क्षेत्र जानता हूं या यह परिसीमा पर लंबवत अवयव है और यदि मुझे इस क्षेत्र के अपसरण और कुंतल के बारे में पता है तो मैं पूरे बाहर के आयतन में क्षेत्र की गणना कर सकता हूं तो यह हमने परिभाषित किया है अब हम कुंतल के अर्थ को समझना चाहते हैं मैंने लिखा था जब मैंने फिर से विशेष रुप से E के इस कुंतल का x component partial E z over partial y minus partial E y over partial z plus y component being partial with respect to z of E x minus partial E z partial x plus z component being partial E y partial x minus E x E y के रूप में परिचय दिया था यह राशि कैसे आती है और इसका क्या अर्थ है इस व्याख्यान में यही है जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कुंतल की एक समझ हो आशा है कि अब तक आपको अपसरण की अपसरित क्षेत्र की समझ है अंदर आने वाले बाहर जाने वाले अभिवाह की जिसकी हमने चर्चा की है आइए हम इसका अर्थ समझते हैं Curl ExEz∂y Ey∂zyEx∂z Ez∂xzEy∂x Ex∂y दैनिक भाषा में कुंतल द्वारा आप समझते हैं कि कुछ घूम रहा है लोगों के घुंघराले बाल होते हैं या यदि कोई सिंक है और उसमें पानी जाता है तो वह इस तरह से जाता है तो वेग का क्षेत्र घुंघराला बन जाता है और हम एक सटीक गणितीय परिभाषा देना चाहते हैं तो मान लीजिए कि एक सदिश क्षेत्र है जो चारों ओर घूम रहा है आइए हम इस सदिश क्षेत्र की एक विशेष रेखा को लेते हैं और निम्नलिखित समाकल की गणना करते हैं मैं रेखा की दिशा में आगे बढ़ूँगा छोटे खंड delta l लेते हुए और ith खंड पर E की गणना करूंगा रेखाओं की दिशा में delta l से गुणा करके और इसे जोड़ दूंगा और इस पथ को बंद कर दूंगा इसलिए हालांकि यहां बाहर कोई क्षेत्र नहीं हो सकते हैं लेकिन मैं इस पथ को बंद बनाऊंगा और आइए हम देखते हैं कि यह क्या होगा आसान बनाने के लिए फिर से मैं एक आयताकार पथ को लूंगा कहिए कि x y समतल में लेते हैं इसलिए कृपया समझें कि मैं क्या कर रहा हूं मैं प्रत्येक बिंदु पर E को ले रहा हूं इस अवयव को पथ की दिशा में ले रहा हूं और छोटे delta l से गुणा कर रहा हूं और चारों ओर इसे जोड रहा हूं जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं जिसे एक बंद पथ पर E dot d l का रेखीय समाकल कहा जाता है और यह स्वचालित रूप से d l की दिशा में जिसे मैं ले रहा हूं E का अवयव देता है तो हम इसे x y समतल में इस छोटे से पथ के लिए करते हैं आइए हम इसके सबसे निचले कोने को x y लेते हैं आइए इसे अभी भी y पर x plus delta x x plus delta x y plus delta y और x y plus delta y लेते हैं और आमतौर पर जब हम एक पथ के चारों ओर घूमते हुए ऐसा करते हैं हम यात्रा की दिशा को धनात्मक लेते हैं यदि आप वामावर्त जा रहे हैं तो मैं इसे इस तरह लूंगा यह x y x plus delta x y x plus delta x y plus delta y x y plus delta y है और आइए हम इस संपूर्ण पथ पर इस समाकलन की गणना करते हैं तो यहाँ मेरा पथ बड़े रूप में बनाया गया है और मुझे x y x plus delta x y x plus delta x y plus delta y x y plus delta y बिंदुओं को फिर से लिखने दीजिए और वामावर्त दिशा में चलते हुए हम गणना करते हैं E i delta l i योग यह मेरा पथ 1 2 3 और 4 है 1 पर E i delta L का मान E x होगा और आइए हम इस पिछले बिंदु को यहां पर E x E x y delta x को दर्शाते हुए लेते हैं 2 पर यह E x x plus delta x y delta y होगा यह E x नहीं है क्योंकि अब मैं y दिशा में जा रहा हूं तो इसे E y होना चाहिए जिसे मैं x y delta y पर E y और जब तक मैं delta x delta y आगे बढता हूं x के संदर्भ में y में बदलाव के योग के रूप में लिख सकता हूं तो मैंने इन दो पथ पर गणना की है Eili Over 1 ExXYX Over 2 EYXX YYEYXYyEY∂XXY अब हम पथ संख्या 3 पर जाएंगे मैं फिर से इसे x y x plus delta x y x plus delta x y plus delta y and x y plus delta y बनाऊंगा अब मैं इस पथ संख्या 3 पर गणना करूंगा ध्यान दीजिए कि पथ संख्या 1 के लिए हमारे पास x y delta x पथ 1 पर E x था जब मैंने पथ 3 पर इसकी गणना की तो x के प्रत्येक मान के लिए पथ 3 पर संबंधित मान x का मान समान रहता है y का मान delta y द्वारा बदल गया है तो मैं पथ 3 के लिए गणना करूंगा जहां E x E x x y plus partial E x over partial y delta y होगा प्रत्येक x के लिए y निश्चित रूप से प्रत्येक बिंदु पर बदल गया है और हम x के मान को यहाँ बाहर ले रहे हैं इसके लिए भी वही बात है तो 3 पर E dot d l होगा अब ध्यान दीजिए कि d l ऋणात्मक x दिशा में है तो यह minus E x delta x होगा जो कि minus E x x y delta x minus partial E x by partial y delta y delta x के बराबर होता है Edl 3 ExX ExxyX Ex∂yYX इसी तरह पथ 4 पर जो कि यह पथ है यह x y plus delta y है x y सब कुछ बिंदु x पर है तो मेरे पास E y x y delta y होगा और वह ऋणात्मक दिशा में है इसलिए ऋण क्योंकि अब विस्थापन ऋणात्मक y दिशा में है इसलिए यहां प्रत्येक बिंदु के लिए एकमात्र अंतर यह है कि x को delta x द्वारा कम किया गया है इसलिए यह x और y पर है पथ 4 यदि मैं इन सभी को 1 2 3 4 को जोड़ देता हूं यदि मैं इन सभी को एक साथ जोड़ देता हूं मैं केवल एक क्षण में आपको दिखाऊंगा यह पथ 1 में कैसा दिखता है यह पथ 3 था जो यह बन गया पथ 2 और पथ 4 मैंने कर दिया है तो 1 2 3 4 आइए हम पथ संख्या 2 पर गणना करते हैं मैंने पथ 2 पर गणना कर ली थी इसलिए पथ 2 और पथ 1 और पथ 3 और पथ 4 जब वे एक साथ जोड़े जाते हैं पथ 2 E y x y delta y plus partial E y partial x delta x delta y था यदि मैं इन सभी को एक साथ जोड़ता हूं तो आपको जो मिलने वाला है वह यह है कि इस पूरे पथ पर E dot d l का समाकल partial E y over partial x delta x delta y minus partial E x over partial y delta x delta y होगा EdlEY∂XXY EX∂yXY आप पिछली स्लाइड पर वापस जा सकते हैं और देख सकते हैं कि अन्य सभी पद रद्द हो गए हैं जिसे मैं E y partial x minus partial E x partial y delta x delta y के रूप में लिखने जा रहा हूं delta x delta y क्या है delta x delta y और कुछ नहीं बल्कि इस छोटे आयत का क्षेत्रफल है तो इस आयत पर E dot d l का योग partial E y partial x minus partial E x partial y के बराबर है मैं x और इस छोटे क्षेत्र का गुणनफल स्पष्ट रूप से लिखूंगा दाहिने हाथ के कन्वेंशन को लेना इसका अर्थ है कि यदि मैं अपनी उंगलियों को पथ के चारों ओर घुमाता हूं तो अंगूठा मुझे क्षेत्र की दिशा देता है इसलिए यदि मैं इस तरह से घूमता हूं तो यह x y समतल है याद रखिए x और y अंगूठा उस क्षेत्र की दिशा देता है मैं उस परिपाटी को लेता हूं तो यह z दिशा है इसलिए मैं इस क्षेत्र को लिख सकता हूं यदि मैं इसे सदिश के रूप में delta A z सदिश के रूप में लिखता हूं EdlEY∂XXY EX∂yXYEY∂X EX∂yA आप सदिश संकेतन से अपरिचित नहीं हैं तो पहले भी जब हम अपसरण की गणना कर रहे थे हम क्षेत्र की दिशा को आयतन से बाहर आती हुई ले रहे थे तो अब मैं इस परिपाटी का उपयोग करूंगा कि यदि मैं एक पथ पर हूं यदि मैं एक बंद पथ पर घूमता हूं यदि मैं अपनी उंगलियों को उस पथ के चारों ओर घुमाता हूं तो अंगूठा मुझे क्षेत्र की दिशा देता है तो मैं इसे delta A z के रूप में लिख सकता हूं और यह मैं curl of E z component z dot z dot के रूप में परिभाषित करूंगा तो E z अवयव का कुंतल partial E y over partial x minus partial E x over partial y के रूप में आता है zzAz आप समान रूप से अन्य अवयवों की गणना कर सकते हैं और मैं इसे आपके लिए एक अभ्यास के रूप में छोड़ता हूं और फिर कुंतल को E के कुंतल के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रतीकात्मक रूप से x partial x plus y partial y plus z partial z है जिसे हम यह कुछ ऐसा है जिसका परिचय हमने पहले दिया था E x x plus E y y plus E z z के साथ सदिश गुणनफल मैं पहले इकाई सदिशों का सदिश गुणनफल लूंगा और फिर अवकल अस्रोपचार करूँगा और जो आपको कुंतल देगा